Rका उपयोग कर MCDM तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हम इस विशेष तकनीक की चर्चा कर रहे हैं जिसे ELECTRE कहा जाता है अब तक हमने जो चर्चा की है उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट का अर्थ है वास्तविकता पद्धति को समाप्त करना और पसंद करना यहाँ भी जोड़ीदार तुलना शामिल है लेकिन कार्यप्रणाली और एल्गोरिथ्म काफी अलग है ये थोड़ी जटिल तकनीकें हैं कई तकनीकी मानकों और शामिल कदम थोड़ा जटिल हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक विधियाँ हैं पिछले व्याख्यान में इस सभी भाग पर चर्चा की गई थी हमने उस संबंध के बारे में बात की जहां हमने ran S S 'का उपयोग करके निरूपित किया जहां a और b दोनों विकल्प हैं तब इस विशेष संकेतन 'S S का अर्थ है कि a कम से कम b जितना अच्छा है जो एक अपमानजनक संबंध का एक उदाहरण है हम आउट्रैकिंग डिग्री का उपयोग करके इस आवर्ती संबंध को मापते हैं जिसे हम एस ए बी का उपयोग करके दर्शाते हैं जहां ए और बी दो विकल्प हैं इसलिए इस सभी भाग पर चर्चा की गई फिर हमने कॉनकॉर्ड की डिग्री और डिसॉर्डेंस की डिग्री के बारे में बात की लिहाजा इस हिस्से पर भी चर्चा हुई फिर हमने अलग अलग परिदृश्यों के बारे में बात की और कहा कि आंशिक सहमति डिग्री की गणना कैसे की जाएगी हमने एक विशेष ग्राफ के माध्यम से भी इसी बात पर चर्चा की जहां हमने इस बारे में बात की कि कैसे c a b द्वारा निरूपित आंशिक रूप से अंश की गणना वास्तव में की जाती है फिर हमने वैश्विक समसामयिक डिग्री के बारे में बात की जो कुछ भी नहीं है लेकिन सभी आंशिक समवर्ती डिग्री की भारित राशि है फिर हमने आंशिक कलह की डिग्री के बारे में बात की हमने परिदृश्यों पर भी चर्चा की कि यह दिए गए मापदंडों के आधार पर कैसे गणना की जा रही है तो सहमति में वरीयता और उदासीनता सीमा को ध्यान में रखा जाता है और असंतोष में वीटो थ्रेशोल्ड के साथ साथ वरीयता सीमा को भी ध्यान में रखा जाता है फिर हमने वैश्विक आउटक्रैकिंग डिग्री के बारे में बात की जो समसामयिकी और डिसॉर्डर डिग्री के सारांश पर आधारित है हमने संक्षेप के लिए अगले चरण के बारे में भी चर्चा की है जो आसवन प्रक्रिया है इसमें दो प्रक्रियाएं हैं ascending and descending distillation प्रक्रियाएं और दो पूर्व आदेशों के आधार पर एक अंतिम रैंकिंग उत्पन्न होती है जो इन दो प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पन्न होती हैं यह हिस्सा हम पिछले कुछ व्याख्यानों में शामिल करने में सक्षम थे अब इस विशेष व्याख्यान में हम एक अभ्यास शुरू करेंगे हम एक विशेष निर्णय समस्या से गुजरेंगे और RStudio का उपयोग करके R वातावरण में अपनी मॉडलिंग करेंगे फिर हम उन सभी संगणनाओं के पीछे अंतर्निहित गणित को समझने का भी प्रयास करेंगे तो हम पहले विशेष अभ्यास से शुरू करते हैं तो इस विशेष निर्णय समस्या का लक्ष्य दस फ्रांसीसी कारों की रैंकिंग है विकल्प और मापदंड और अन्य विवरण हम RStudio में चर्चा करेंगे तो हमें RStudio खोलें यहां हमें OutrankingTools पैकेज नाम के पैकेज की आवश्यकता है पिछले व्याख्यानों की तरह हम पहले आगे बढ़ने से पहले पैकेज को स्थापित करेंगे तो आपको Installpackages 'टाइप करना होगा और फिर कोष्ठक के भीतर दोहरे उद्धरण चिह्नों के भीतर आपको इस विशेष पैकेज का नाम लिखना होगा क्योंकि यह मामला संवेदनशील है आइए हम यहां समस्या पर लौटते हैं हम जो उदाहरण ले रहे हैं वह फ्रांसीसी कारों की रैंकिंग है जो इस निर्णय समस्या का लक्ष्य है इस लक्ष्य का उल्लेख यहाँ टिप्पणी अनुभाग में किया गया है इसलिए जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था जब हमने आर का उपयोग करके एक अभ्यास किया था अनुमोदन वास्तव में hash प्रतीक का उपयोग करके निर्दिष्ट किया गया है टिप्पणी अनुभाग में हम उन सभी बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हमें कोड के अतिरिक्त लिखना है इसलिए आप देख सकते हैं कि लक्ष्य फ्रांसीसी कारों की रैंकिंग है और हमारे पास सात मानदंड हैं जिन्हें हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार करने जा रहे हैं ये मानदंड कार के प्रदर्शन त्वरण शीर्ष गति और अन्य चीजों से संबंधित हैं इसलिए उनका उल्लेख यहां किया गया है इसलिए कारों के विभिन्न पहलुओं को सात श्रेणियों के तहत माना गया है फिर हमारे पास फ्रांसीसी कारों के लिए दस विकल्प हैं जिन्हें हम इस विशेष अभ्यास में विचार करने जा रहे हैं इसलिए हमारे पास विचार करने के लिए सात मानदंड और दस विकल्प हैं पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है मापदंड का नाम आप हमेशा RStudio में चरित्र वैक्टर बना सकते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि सभी मानदंड नाम कोड की लाइन का हिस्सा हैं तो सी वह है जो इन सभी अन्य तारों को समाप्त या उत्प्रेरित करता है इस विशेष शहर के बारे में अधिक जानकारी हेल्प पैनल में पाई जा सकती है यदि आप सिर्फ C टाइप करते हैं तो आप अधिक प्राप्त करेंगे मानों को वेक्टर या सूची में जोड़ देंगे तो आप यहां और अधिक देख सकते हैं और विभिन्न तर्क जो इसका हिस्सा हैं आप यहां देख सकते हैं इसलिए वास्तव में जोड़े जाने वाले मूल्यों को तर्कों के रूप में पारित किया जाना चाहिए यदि आप कुछ उदाहरण देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमेशा इस सहायता पृष्ठ पर देख सकते हैं उदाहरण के लिए यह एक से सात 1 7 से 9 है इसलिए इन विशेष मूल्यों को इस विशेष अभ्यास का उपयोग करके एक वेक्टर या सूची में जोड़ा जा सकता है अब हम इस विशेष लाइन कोड का उपयोग करके नियमों के नामों को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम इसे चलाते हैं और तुरंत आप देखते हैं कि पर्यावरण पैनल में एक चर बनाया गया है जो वास्तव में एक चरित्र वेक्टर है और इसमें सात मान हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और यहां मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है इसलिए पहले हमें नाम प्राप्त करने और इसे बनाने की आवश्यकता है फिर हमें मापदंड वज़न निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है इसलिए आप यहां देख सकते हैं कि हम इन फंक्शंस को मिलाने के लिए उसी फंक्शन c का उपयोग कर रहे हैं अब इस बार ये मान मात्रात्मक मान हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए प्रत्येक कसौटी के अनुरूप एक विशेष भार को आरंभीकृत किया गया है तो आप 03 01 03 02 फिर 01 और फिर 02 और 01 देख सकते हैं इसलिए हमारे पास प्रत्येक मानदंड के अनुरूप सात मान होंगे तो चलिए इस लाइन को निष्पादित करते हैं और आप मापदंड वज़न देखेंगे यह एक संख्यात्मक वेक्टर है जिसमें सभी संख्यात्मक मान शामिल हैं अब हमने इन दो वैक्टरों को बनाया है मापदंड नामों के लिए वर्ण वेक्टर और फिर मापदंड वज़न के लिए संख्यात्मक वेक्टर अब जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी अब हमें इन मानदंडों के लिए वरीयता दिशा निर्धारित करने की आवश्यकता है अर्थात् चाहे हम मानदंड को कम करना चाहते हैं या अधिकतम करना चाहते हैं इसलिए इनपुट के रूप में उस विशेष पहलू की आवश्यकता है तो हम एक और वैरिएबल बनाने जा रहे हैं जिसे माइनमैक्स मानदंड कहा जाता है यहां हमने प्रत्येक मानदंड के लिए संकेत दिया है कि क्या इसे न्यूनतम या अधिकतम किया जाना है आप देख सकते हैं पहला मापदंड जो कि प्रिक्स है उसे कम से कम किया जाना है फिर दूसरा मापदंड जो Vmax है उसे अधिकतम किया जाना है C120 को कम से कम और Coff को अधिकतम किया जाना है तो त्वरण को कम से कम किया जाना है और फिर दो अन्य चर के रूप में अच्छी तरह से कम से कम किया जाना है इसलिए प्रत्येक मानदंड के अनुरूप हमें अपनी प्राथमिकता दिशा को इंगित करना होगा कोड की इस लाइन को निष्पादित करते हैं और हम एक और वैरिएबल बनाएंगे यदि आप पर्यावरण अनुभाग को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक और चरित्र वेक्टर बनाया गया है जिसमें प्रत्येक मानदंड के लिए सात मान हैं आप देख सकते हैं कि इन मूल्यों को आरंभिक रूप दिया गया है अब एक बार जब यह हिस्सा कवर हो जाता है तो हम विकल्पों पर वापस आ जाएंगे इसलिए सभी जानकारी नाम और इनपुट प्रारंभिक इनपुट मानदंड के लिए आरंभीकरण किया गया है अब हम विकल्पों के नामों के लिए एक वेक्टर बनाने के साथ शुरू करेंगे यहाँ फिर से उसी फंक्शन c का उपयोग किया जा रहा है अब इस बार चरित्र मानों को एक चरित्र वेक्टर बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है तो हम इसे गणना करते हैं इस रेखा को निष्पादित करते हैं और हम इसे प्राप्त करेंगे आप देख सकते हैं पर्यावरण अनुभाग में एक और चरित्र वेक्टर बनाया गया है जो विकल्प है और दस मान हैं जो इस चरित्र वेक्टर का हिस्सा हैं तो एक बार जब यह हो जाता है तो हम एक और महत्वपूर्ण पहलू से आगे बढ़ सकते हैं जहां हमें प्रत्येक मानदंड के संबंध में सभी विकल्पों के लिए प्रदर्शन संख्याएं देनी होंगी यहां हम एक मैट्रिक्स की गणना करने जा रहे हैं जहां प्रत्येक पंक्ति एक विकल्प के अनुरूप होने वाली है चूंकि इस निर्णय समस्या में हमारे पास दस विकल्प हैं इसलिए हम दस पंक्तियों को बनाने जा रहे हैं और प्रत्येक स्तंभ मानदंड के अनुरूप होने वाला है इसलिए चूंकि हमारे पास सात मानदंड हैं इसलिए हम सात स्तंभ बनाने जा रहे हैं इसलिए हम 10x7 मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं और इस विशेष मैट्रिक्स के प्रत्येक सेल में प्रदर्शन से संबंधित एक मूल्य होने वाला है तो हम इस मैट्रिक्स को बनाते हैं इस विशेष मैट्रिक्स को बनाने के लिए आर वातावरण में विभिन्न तंत्र हैं इसलिएAHP अभ्यास की तरह जो हमने किया था जहां हमने मैट्रिक्स फ़ंक्शन का उपयोग किया था और सी फ़ंक्शन जो मैट्रिक्स बनाने के लिए संयुक्त फ़ंक्शन है यहां भी हम उसी चीज़ का उपयोग करने जा रहे हैं अब इस बिंदु पर आपको मैट्रिक्स फ़ंक्शन को अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता है AHP के लिए पिछले अभ्यास में जो हमने आर में किया था हमने मैट्रिक्स फ़ंक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं की आइए इस फ़ंक्शन को भी समझें क्योंकि यह एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसका उपयोग हम अक्सर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़ंक्शन मैट्रिक्स यहाँ बेस पैकेज का हिस्सा है यदि आप यहां उपयोग को देखते हैं तो आप पहला तर्क देख सकते हैं जो इस विशेष मैट्रिक्स फ़ंक्शन में पारित किया गया है डेटा है इसलिए पहले हमें इस डेटा को पास करने की आवश्यकता है जिसे हम इस मैट्रिक्स को उत्पन्न करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं फिर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और फिर यहां एक और महत्वपूर्ण तर्क पंक्ति द्वारा है जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक झूठा के रूप में आरंभिक है तो इस मामले में हमारे पास दस पंक्तियाँ और सात कॉलम होने जा रहे हैं तो आप यहां कोड में देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या को दस के रूप में और कॉलम की संख्या को सात के रूप में आरंभीकृत किया गया है फिर हमारे पास एक और तर्क हो सकता है जिसे डिमनेम्स कहा जाता है जो कि आयाम नाम के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि इस मामले में हम मैट्रिक्स उत्पन्न करने जा रहे हैं हमारे पास कॉलम की तरफ पंक्ति के विकल्प और मापदंड हैं इसलिए हम इस डिमनाम तर्क का उपयोग कर सकते हैं तो आप यहां सहायता अनुभाग में पढ़ सकते हैं कि हमें एक सूची डेटा संरचना बनाने की आवश्यकता है जिसे सूची फ़ंक्शन का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए हम सूची फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और सूची फ़ंक्शन का पहला तर्क यहां पंक्तियों के अनुरूप पारित किया जाना है जो विकल्प हैं इसलिए जिन विकल्पों का नाम हमने पहले ही बनाया है इसलिए वही तर्क हम पहले तर्क के रूप में पारित कर रहे हैं और फिर मानदंड तो तदनुसार आयाम नाम इन दो चर विकल्पों और मानदंडों से उठाए जाएंगे जिनके पास विकल्पों के नाम और मानदंडों के नामों के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए हमें उपयुक्त आयाम नाम मिलेंगे हम मैट्रिक्स के आयाम भी प्राप्त करेंगे जो 10x7 है अब पहले तर्क पर वापस जाने से पहले आइए इस विशेष तर्क के बारे में बात करते हैं इसलिए यदि आप सहायता अनुभाग में दिए गए विवरण को देखते हैं तो यह एक तार्किक डेटा प्रकार है और यदि गलत है जो इस विशेष तर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो मैट्रिक्स कॉलम द्वारा भरा जाता है इसलिए यदि आप डिफ़ॉल्ट मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो गलत का डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा और मैट्रिक्स कॉलम द्वारा भरा जाने वाला है इसलिए जो भी मान हम पहले तर्क में देते हैं जो डेटा भाग है वे कॉलम द्वारा भरे जाने वाले हैं इसलिए सभी मानों को क्रमिक रूप से लिया जाएगा और पहला कॉलम उत्पन्न होने वाला है और एक बार पहला कॉलम उत्पन्न होने के बाद फिर दूसरा कॉलम क्रमिक रूप से मूल्यों को लेता है वे मूल्य लेते रहेंगे और यह दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ और इसी तरह आगे बढ़ेगा इसलिए आप जिस प्रकार के मैट्रिक्स को चाहते हैं उसके आधार पर आपके पास किस प्रकार का डेटा है आप मैट्रिक्स को कैसे भरना चाहते हैं यह विशेष तर्क बायरो महत्वपूर्ण होने वाला है अब हम अपने अभ्यास के लिए पहला तर्क देखते हैं जो हम यहां ले जा रहे हैं यहां हम कई संख्यात्मक मानों को संयोजित करने के लिए 'c फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं अब यहाँ आप देखेंगे कि पहले हमारे पास कई मान हैं जो इसी तरह की रेंज में हैं जैसे कि 103000 फिर 101300 और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लगभग दस मान हैं तो ये दस मूल्य समान श्रेणी में हैं दरअसल क्योंकि कॉलम में मानदंड का नाम होने वाला है इसलिए प्रत्येक मानदंड के लिए हमारे पास प्रत्येक संगत विकल्प के लिए प्रदर्शन संख्याएं हैं इसलिए पहले कॉलम में हमारे पास मानदंड 1 होने वाले हैं और मानदंड 1 के लिए हमारे पास सभी विकल्पों के लिए प्रदर्शन संख्याएँ हैं इसलिए हम जो चाहते हैं हम अंतिम मैट्रिक्स में पहले कॉलम में ये मान फिर दूसरे कॉलम में अगले दस मान और इसी तरह करना चाहेंगे यदि हम अपने डेटा तर्क में दिए गए तरीके को देखते हैं और जिस तरह से मैट्रिक्स को विशेष रूप से बायरो तर्क द्वारा इंगित किया जा रहा है इसलिए हमें वांछित आउटपुट मिलेगा यदि यह कुछ और तरीका होता उदाहरण के लिए मानों को पंक्तिबद्ध तरीके से पहली दलील के रूप में पारित किया जाता है यानी पहला मान पहली पंक्ति के पहले तत्व में दिया जाना है तो दूसरा मान दूसरे तत्व में जाएगा पहली पंक्ति के और इतने पर यदि मैट्रिक्स में मूल्यों के लिए यह भरने का क्रम था तो हमें इस तर्क को बायरो में बदलना होगा और इस तर्क में डिफ़ॉल्ट मान को सही करना होगा ताकि सभी मान भरे हुए हों हालांकि हमारे मामले के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छी तरह से काम कर रही है इसलिए हम केवल इस कोड को चलाएंगे और हम मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो हम इसे चलाते हैं अब आप आउटपुट में देख सकते हैं हमने 10x7 मैट्रिक्स बनाया है और आप इन मानदंडों को देख सकते हैं इसलिए AHP ELECTRE और अन्य तकनीकों में इन मानदंडों को आमतौर पर हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण में चर के समान माना जा सकता है इसलिए ये मानदंड उन चरों के समान हैं जो हमारे पास हैं और प्रत्येक चर और विकल्प के लिए हम उन अभिलेखों का सादृश्य ले सकते हैं जो हमारे पास हैं जब हम एक सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं तो आमतौर पर कॉलम पक्ष में हमारे पास चर होते हैं और पंक्ति में हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं इसलिए प्रत्येक रिकॉर्ड और संबंधित चर उनके पास मान हैं इसी तरह यहां हमने इस मैट्रिक्स को उत्पन्न किया है और कॉलम की तरफ हमारे पास मापदंड और प्रत्येक मापदंड के अनुरूप है और प्रत्येक विकल्प में हमारा एक विशेष मूल्य है जो एक विशेष मानदंड के संबंध में इसके प्रदर्शन का संकेत दे रहा है अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम मैट्रिक्स उत्पन्न कर सकते हैं अभी अभी हमने दो फ़ंक्शंस मैट्रिक्स और कॉम्बिनेशन का उपयोग किया है इसलिए गठबंधन का उपयोग उन मूल्यों को संयोजित करने के लिए किया गया था जिन्हें हम पहले तर्क के रूप में मैट्रिक्स फ़ंक्शन में पास करना चाहते थे अब इस मैट्रिक्स को बनाने का एक और तरीका है यहाँ हम cbind फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप are cbind 'फ़ंक्शन के बारे में अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो फिर से आप इस सहायता पैनल का उपयोग कर सकते हैं और आप यहाँ cbind टाइप कर सकते हैं और फिर हमें b cbind' फ़ंक्शन का मैनुअल पेज मिलेगा तो फिर यह भी बेस पैकेज का हिस्सा है आप पंक्तियों या स्तंभों द्वारा R वस्तुओं को संयोजित करने वाले शीर्षक को देख सकते हैं इस तरह फंक्शन का उपयोग होने जा रहा है इसलिए यहां हम cbind का उपयोग कर रहे हैं एक अन्य फ़ंक्शन है जिसे rbind कहा जाता है यदि आप स्तंभों को संयोजित करना चाहते हैं तो cbind का उपयोग किया जाता है यदि आप पंक्तियों को जोड़ना चाहते हैं तो rbind का उपयोग किया जाता है चूंकि हम ind cbind 'का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम कॉलम वार को संयोजित करने जा रहे हैं आप यहां देख सकते हैं कि पहले तर्क में वे मान हैं जिन्हें हम पहले कॉलम में प्रदर्शित करना चाहते हैं और दूसरे तर्क में वे मान शामिल हैं जिन्हें हम दूसरे कॉलम में प्रदर्शित करना चाहते हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक कॉलम के लिए हम सी फ़ंक्शन संयुक्त फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और इन सभी तर्कों का इस फैशन में प्रतिनिधित्व किया गया है और सिबिंड फ़ंक्शन हमारे लिए मैट्रिक्स संरचना बनाने जा रहा है तो चलिए हम इस कोड को चलाते हैं और आपको वहां इसी तरह का आउटपुट दिखाई देगा इसलिए इस स्क्रिप्ट सेक्शन में जो हमारे यहां है हम फाइल लिखते हैं ताकि आप कोड के किसी भी हिस्से का चयन कर सकें और अगर यह एक पूर्ण कोड है जहां इसे निष्पादित किया जा सकता है तो आप हमेशा कोड के उस हिस्से का चयन कर सकते हैं और आप फिर से कर सकते हैं प्रेस चलाएं और आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ यदि हम cbind फ़ंक्शन के इस निष्पादन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ समान मैट्रिक्स मिल गया है अब हम पिछले कोड पर वापस जाते हैं और हमें इसे चलाते हैं क्योंकि हम आयाम नाम भी चाहते थे तो अब हमारे पास प्रदर्शन तालिका भी है यह विशेष मैट्रिक्स जिसे हमने अभी बनाया है हम इसे प्रत्येक मानदंड के संबंध में विकल्प के लिए प्रदर्शन तालिका के रूप में संदर्भित कर रहे हैं अब कुछ अन्य पैरामीटर हैं जिन्हें हमें शुरू करने की आवश्यकता है हमने पिछले दो व्याख्यानों में तीन विशेष मापदंडों के बारे में बात की थी एक उदासीनता दहलीज है दूसरा एक वरीयता सीमा है और तीसरा एक वीटो दहलीज है तो आप यहाँ टिप्पणी में देख सकते हैं कि हम प्रत्येक मानदंड के साथ थ्रेसहोल्ड को परिभाषित करने जा रहे हैं तो फिर इन थ्रेसहोल्ड भी कसौटी के संबंध में हैं उदासीनता सीमा को आमतौर पर q 'का उपयोग करके चिह्नित किया जाता है वरीयता सीमा आमतौर पर' p 'का उपयोग करके चिह्नित की जाती है और वीटो थ्रेशोल्ड आमतौर पर' v 'का उपयोग करके निरूपित किया जाता है अब इन मापदंडों के आरंभीकरण के लिए हम निम्नलिखित चर बनाने जा रहे हैं Alpha q जो संबंधित उदासीनता सीमा है Beta q जो उदासीनता सीमा से भी संबंधित है तो हमारे यहाँ ये दो चर क्यों हैं ये चर जो हम बनाते हैं वे पूर्ण या सापेक्ष हो सकते हैं इसलिए यदि ये थ्रेसहोल्ड निरपेक्ष हैं तो हम वास्तव में प्रत्येक मानदंड के संबंध में इन थ्रेसहोल्ड के लिए निश्चित मानों पर विचार कर रहे हैं फिर उस अर्थ में केवल एक चर पर्याप्त है लेकिन अगर हम इन थ्रेसहोल्ड को रिश्तेदार के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमें एक और चर बनाना होगा इसीलिए हमारे पास Alpha q और beta q alpha p और beta p और alp v और beta v हैं इसलिए प्रत्येक प्रकार के थ्रेशोल्ड के लिए हमारे पास ये दो चर हैं एक में मान हैं ताकि इन थ्रेसहोल्ड के प्रत्येक के लिए सापेक्ष मूल्य की गणना की जा सके अब आमतौर पर वे मान जो हमारे पास में हैं Alpha q का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि सापेक्ष संगणना कैसे की जाती है तो आमतौर पर यह रैखिक निर्भरता पर आधारित है उदाहरण के लिए सबसे अच्छे प्रदर्शन का प्रतिशत या सबसे खराब प्रदर्शन का प्रतिशत तो अगर हमारे यहाँ मान ०१ है उदाहरण के लिए यहां आप अल्फ़ा क में 01 देख सकते हैं इसलिए यह ऐसा हो सकता है कि दहलीज का मूल्य वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या सबसे खराब प्रदर्शन का दस प्रतिशत है अब हम यह कैसे निर्धारित करते हैं कि विकल्पों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन या सबसे खराब प्रदर्शन लिया जाना है या नहीं उसके लिए हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसे परिभाषा का मोड कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि टिप्पणी की पंक्ति में परिभाषा का एक मोड इंगित किया गया है तो यह प्रत्येक सीमा के लिए और प्रत्येक मानदंड के संबंध में परिभाषित किया जाना है इसलिए प्रत्येक सीमा के लिए हमें इसे परिभाषित करना होगा तो आप यहां देख सकते हैं कि परिभाषा के मोड में दो प्रकार हो सकते हैं प्रत्यक्ष या उलटा डायरेक्ट को सबसे खराब प्रदर्शन के संबंध में लिया जाता है और जब हम सबसे अच्छे प्रदर्शन की तलाश में होते हैं तो इसका उलटा लिया जाता है तो उस पर आधारित Alpha q alp p और alp v का उपयोग किया जाएगा इन चरों के मूल्यों का उपयोग होने जा रहा है और उपयुक्त संशोधन Beta q beta p और beta v में किया जाएगा क्योंकि हम आम तौर पर रैखिक निर्भरता लेते हैं और क्योंकि यह किसी चीज का प्रतिशत जैसा है आमतौर पर इन मूल्यों को गुणा किया जाता है यहां आप देख सकते हैं कि beta q beta p और beta v मान शून्य और एक के बीच की छोटी सीमा में हैं दूसरी ओर यदि आप beta q beta p और beta v को देखते हैं तो मान उच्च श्रेणी पर दिखते हैं इसलिए इन दोनों को गुणा किया जाता है और इसी तरह हम आम तौर पर थ्रेसहोल्ड की गणना करते हैं इस बिंदु पर हम यहां रुकना चाहते हैं और हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे और हम अगले व्याख्यान में आर में इस विशेष अभ्यास को जारी रखेंगे धन्यवाद